यहां पर हमें पार्षल डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करना है मैं अब से अपनी पार्षल डिफरेंशियल इक्वेशन को PDE से निरूपित करूंगा मेरे पास लाप्लास इक्वेशन है लाप्लास इक्वेशन डिरिचलिट कंडीशन के साथ मेरे पास इक्वेशन इस रूप की है इस इक्वेशन को हमें आधे प्लेन में हल करना है y0 से ∞ तक और ∞ x ∞ तक और क्योंकि यह एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है यहां पर कोई टाइम डेरिवेटिव नहीं है तो मुझे दो बाउंड्री कंडीशनस की आवश्यकता है मैं अपनी बाउंड्री कंडीशनस को BC से निरूपित करूंगा मेरी बाउंड्री कंडीशनस है यह हल बताता है की सरफेस पर जब y शून्य है तब u का हल में कुछ मान है और जैसे जैसे हमारे वेरिएबलस ∞ की ओर अग्रसर होते हैं हमारे हल का क्षय होता है इस लाप्लास इक्वेशन का हल ज्ञात करने के लिए मैं x वेरिएबल के सापेक्ष फूरिये ट्रांसफॉर्म का उपयोग करूंगा यहां पर मेरे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबलस x तथा y है और सवाल यह है कि मैं किस वेरिएबल के लिए फूरिये ट्रांसफॉर्म का प्रयोग करूं तो आप देख सकते हैं की ∞ x ∞ जबकि y नॉन नेगेटिव वैल्यू लेता है यहां पर x वेरिएबल का फूरिये ट्रांसफॉर्म लेना बहुत ही स्वाभाविक है मान लीजिए कि यह हमारी इक्वेशन A है यह मेरी कंडीशन B है और यह मेरी कंडीशन C है

मुझे ऊपर लिखी दो कंडीशन उसके साथ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करना है इसको बहुत ही सरलता के साथ हल किया जा सकता है और इसका हल जो मुझे मिलता है वह है uk y Fexp y ध्यान दीजिए जैसे जैसे y ∞ की ओर जाता है हमारा हल शून्य की ओर अग्रसर होता है और y0 पर हमारा हल uky f है यह हल दोनों बाउंड्री कंडीशन को संतुष्ट करता है और आप जांच सकते हैं कि यह ODE का हल है अब मुझे इस फंक्शन के इन्वर्स ट्रांसफार्म का प्रयोग करना है तो मेरे पास है जो मेरे पास है मैं उसे दूसरे तरीके से लिख सकता हूं जहां इस गुणन से मेरा क्या तात्पर्य है यह दो फूरिये ट्रांसफॉर्म का गुणन है और मेरा हल u इनके क्रमशः इन्वर्स फूरिये ट्रांसफॉर्म का कॉनवॉल्यूशन है यह अनुरूपी दो फंक्शन का कॉनवॉल्यूशन है जिनके लिए F और G का फूरिये ट्रांसफॉर्म है g और कुछ नहीं है लेकिन इन्वर्स फूरिये ट्रांसफॉर्म जिसे लिखा जा सकता है मैं इस एक्सप्रेशन का उपयोग हल ज्ञात करने के लिए करूंगा सरल करने के बाद मुझे uxyप्राप्त होता है जहां मुझे पता है की y नॉन नेगेटिव है हम इसको यहां पर छोड़ सकते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि इस फंक्शन में y और f क्या है हम यह जांच सकते हैं की ux0 के साथ क्या होता है ux0 हमें f देता है या नहीं तो जांच कीजिए कि यह सत्य है या नहीं यह करने के लिए हम y की लिमिट पॉजिटिव तरफ से शून्य की ओर अग्रसर होती हुई लेते हैं क्योंकि y नॉन नेगेटिव है हम इस इंटीग्रल को फिर से लिखते हैं तो हमें मिलता है आप यह देख सकते हैं कि यह डेल्टा फंक्शन 𝜹x 𝛏 है आपको यह जांच करनी है कि यह फंक्शन 𝜹x 𝛏 मे रीड्यूस हो जाता है लिमिट y जो 0 प्लस की ओर अग्रसर होती है अंततः मेरा इंटीग्रल रिड्यूस होकर बन जाता है और डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी से ∞ से ∞ तक वैल्यू अशून्य केवल तब होती है जब 𝛏x होता है तो मुझे इंटीग्रल से सिर्फ f मिलता है यह जांच पूरी हो गई है अब हम इस फंक्शन की कुछ विशेष स्थितियों को देखते हैं हम f कि कुछ विशेष स्थितियों का चुनाव करते हैं और देखते हैं कि इसका हल क्या है मैं अपने f का चुनाव करता हूं यदि मेरा f इस हेविसाइड फंक्शन द्वारा दिया जाता है तो कांस्टेंट हेविसाइड फंक्शन a x उस स्थिति में मेरा हल uxy होगा अब क्योंकि यह इंटीग्रल फाइनाइट है इसीलिए हम इस का मान ज्ञात कर सकते हैं विशेष रूप से यह इंटीग्रल और कुछ नहीं लेकिन या हम यहां tan 1 का सूत्र उपयोग में ले सकते हैं अतः tan 1a tan 1b से मुझे सिंपलीफाइड एक्सप्रेशन मिलता है जो है जहां तक उत्तर की बात है यह वह उत्तर है जो मुझे uxy के लिए मेरी इनिशियल बाउंड्री कंडीशन की विशेष स्थिति के लिए मिलता है अब मान लीजिए मुझे उन कर्वेस को देखना है जिनके लिए u कांस्टेंट है तो वे कर्वेस कौन से हैं इसका तात्पर्य यह है की स्थिति में मेरे पास tan 1 का एक्सप्रेशन है मैं उस एक्सप्रेशन का उपयोग यहां पर कर रहा हूं कर्वेस जिनके लिए u कांस्टेंट ⇒ tan 1 कांस्टेंट अतः कुछ कांस्टेंट का tan 1 कांस्टेंट होता है यदि मेरे पास तो यह एक कांस्टेंट के बराबर है मुझे जो मिलता है वह इस के बराबर है इसको कंप्लीट करने के बाद हम जान सकते हैं कि यह एक सर्कल है अतः कर्वेस जिनके लिए u कांस्टेंट है वह सर्कल है यह समस्या के लिए लेवल कर्वेस है अब दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि यदि मैं अपने f को डेल्टा फंक्शन मान लूं तो मैं रिप्लेस करता हूं यह मेरी समस्या की कुछ विशेष स्थितियां हैं अब मैं आगे बढ़ता हूं और कुछ और उदाहरणों को देखता हूं तो अब मेरे पास दूसरा उदाहरण इंटीग्रल टाइप का है मेरे पास एक इंटीग्रल इक्वेशन है मुझे इस इंटीग्रल इक्वेशन को हल करना है मुझे इसको f के लिए हल करना है ध्यान दीजिए f इंटीग्रल के अंदर और बाहर दोनों जगह है मुझे इन इंटीग्रल इक्वेशंस को हल करना है और ध्यान दीजिए यह इंटीग्रल कन्वॉल्यूशन की तरह का है मैं मान लेता हूं कि यह मेरा f है और यह मेरा g है आप देख सकते हैं कि यह बिल्कुल ही कन्वॉल्यूशन के जैसा है जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके है यदि मुझे इक्वेशन पर फूरिये ट्रांसफॉर्म का उपयोग करता हूं तो मुझे F मिलता है 1' इस फंक्शन का फूरिये ट्रांसफॉर्म हम पहले भी पढ़ चुके है

दो फूरिये ट्रांसफॉर्म का गुणन लेते हैं मैं इस इक्वेशन को 1' कहता हूं इक्वेशन 1' बन जाती है अगर हमें यह जानना है कि इसका राइट हैंड साइड क्या होगा हम तुरंत इसका इन्वर्स ट्रांसफार्म ले सकते हैं और हल f ज्ञात कर सकते हैं अतः विशेष रूप से मेरा f है अब हम कुछ विशेष स्थितियों को देखते हैं मान लीजिए मैं चुनता हूं उस स्थिति में G मेरे g का फूरिये ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन होगा अतः यह विशेष स्थिति है इन सभी मानो को इक्वेशन मे सब्सीट्यूट करने पर हमें मिलता है सिंपलीफिकेशन करने के बाद मुझे यह मिलता है तो ध्यान दीजिए मैं रेसिड्यू थ्योरम का उपयोग करके फिर से उत्तर ज्ञात कर सकता हूं कॉम्प्लेक्स वैरियेबल्स के बेसिक का उपयोग इस एक्सप्रेशन पर करने के लिए हम एक सेमी सर्कुलर आर्क पर विचार करते हैं और देखते हैं कि उसके सर्कुलर पार्ट इन लिमिट के बीच इंटीग्रल वेनिश हो जाता है और मेरे पास सिर्फ रियल इंटीग्रल बचता है और यदि हमें उत्तर रेसिड्यू थ्योरम से ज्ञात करना हो तो वह निम्न प्रकार से दिया जाता है मेरे पास अब दो स्थितियां है तो मेरे पास या तो x पोजिटिव है या x निगेटिव है यदि मेरा x पोजिटिव है तो इस स्थिति में मुझे रेसिड्यू कंटूर के ऊपरी आधे प्लेन में ज्ञात करना है और वह है 13 e 3x यह रेसिड्यू k3i पर है आप ध्यान दीजिए मैं इसको k3i फैक्टर्स के रूप में लिख सकता हूं वह फैक्टर जो मुझे पॉजिटिव रूट देता है वह रेसिड्यू मे योगदान देता है और रेसिड्यू कैलकुलेट करने से मुझे f मिलता है तो मेरा f सिंपलीफिकेशन के बाद होगा यह f दूसरे रूट पर रेसिड्यू ज्ञात करने से होगा जिसके लिए x नेगेटिव है यदि मुझे इन दोनों परिणामों को कंबाइन करना हो तो मुझे उत्तर यह मिलेगा यह मेरी समस्या का उत्तर है अब हम दूसरी स्थिति पर विचार करते हैं जहां में फिर से लाप्लास इक्वेशन को देखते हैं जोकि निम्न इक्वेशन से दी जाती है यह दो डायमेंशन में लाप्लास इक्वेशन है मेरा 1 x 1 और 0 y 1 तो y नॉन नेगेटिव है और x कोई भी मान ले सकता है इस बार में बाउंड्री कंडीशन निम्न रूप की लेता हूं अतः विशेष रुप से इन बाउंड्री कंडीशन को मैं न्यूमन बाउंड्री कंडीशन कहते हैं यदि मेरे पास बाउंड्री कंडीशन है जिनमें डेरिवेटिव दिया हुआ है यानी कि पिछले उदाहरण में न्यू मन बाउंड्री कंडीशन में बाउंड्री पर मान दिया हुआ था वह डिरिचलिट बाउंड्री कंडीशन थी इस उदाहरण में और उदाहरण दो में यही अंतर है की हम वहां डिरिचलिट कंडीशन का उपयोग न्यूमन बाउंड्री कंडीशन की वजह से कर रहे थे इसका तात्पर्य यह है कि यदि मुझे अपना u इस रूप में चुनना हो तो मेरा uxy निम्न रूप का होगा तो हम यह देख सकते हैं कि यदि हमें डेरिवेटिव लेना हो तो डेरिवेटिव न्यूमन कंडीशन को संतुष्ट करता है यानी कि यह विशेष फंक्शन v डिरिचलिट कंडीशन को संतुष्ट करता है यदि मुझे इसको अपना उत्तर चुनना हो और यदि f डिरिचलिट कंडीशन को संतुष्ट करता है तो u इसके संगत न्यूमन बाउंड्री कंडीशन को संतुष्ट करेगा क्योंकि u v का इंटीग्रल है इसका तात्पर्य है हमने विशेष रूप से v का हल ज्ञात कर लिया है ध्यान दीजिए कि मेरा वेरिएबल y पिछले उदाहरण में इस वेरिएबल द्वारा रिप्लेस किया गया है मैं इसे इंटीग्रल में सब्सीट्यूट करूंगा जिसके बाद मेरे पास निम्न इंटीग्रेशन बचता है मुझे यह इंटीग्रेशन के कुछ इंटीग्रल को रिअरेंज करने पर मिलता है मेरे पास y नॉन नेगेटिव है इस इंटीग्रल का मान ज्ञात किया जा सकता है यह इंटीग्रल 𝞰 के सापेक्ष है और उत्तर जो मिलेगा वह है इसके आगे इस इंटीग्रल का हल f के दिए हुए मान पर निर्भर करेगा अभी इस उत्तर को यहीं पर छोड़ा जा सकता है क्योंकि हमारे पास y के बारे में और कोई जानकारी नहीं है दूसरा उदाहरण शुरू करने से पहले मैं यह बताना चाहता था संभव अभ्यास जोकि इन चार उदाहरण के जैसे है छात्रों द्वारा किए जाने है विशेष रुप से छात्रों को हीट इक्वेशन के हल देखने है हीट इक्वेशन से मेरा क्या तात्पर्य है यह आप ऑनलाइन देख सकते हैं वन डायमेंशन की हीट इक्वेशन जिसमें ना ही सोर्स है और ना ही सिंक पर विचार करते हैं यह बहुत ही सरल सेकंड ऑर्डर पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशन है और फूरिये ट्रांसफॉर्म की समान धारणा का उपयोग कर हीट इक्वेशन का हल ज्ञात किया जा सकता है या दूसरा अभ्यास वन डायमेंशन वेव इक्वेशन का हल ज्ञात करना हो सकता है इन सभी को हम उन उदाहरणों की मदद से ज्ञात कर सकते हैं जिनकी चर्चा हमने अभी की है